सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में आपका स्वागत है जैसा कि पहले प्रदर्शित किया गया है कि पाठ्यक्रम का संचालन स्वयं मैं और प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद महापात्रा करेंगे मेरा नाम राजीब मॉल है जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं मैं आईआईटी खड़गपुर के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित हूं आज हम कुछ परिचयात्मक चर्चा करेंगे

पहला मेरे बारे में है मेरा नाम राजीव मॉल है मेरी सारी शिक्षा स्नातक मास्टर और पीएचडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से हुई है इस प्रकार इस संस्थान में अध्ययन किया और फिर लगभग 3 वर्षों तक मोटोरोला इंडिया के लिए काम किया और फिर 1994 में आईआईटी खड़गपुर में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में सीएसई विभाग में एक प्रोफेसर हूं यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर भवन है आइए हम उन विषयों को देखें जिन पर हम इस परिचयात्मक व्याख्यान में चर्चा करेंगे हम पहले पता करेंगे कि सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन क्या है क्या सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन पारंपरिक परियोजना प्रबंधन से अलग है नौकरियों परियोजनाओं और अन्वेषण कार्य के बीच क्या अंतर है सॉफ़्टवेयर प्रोजेक्ट योजना क्या मुश्किल है और प्रोजेक्ट स्कोप से हमारा क्या तात्पर्य है यह महत्वपूर्ण क्यों है और कोई परियोजना के दायरे को कैसे परिभाषित करता है तो ये मूल विषय हैं जिन पर हम इस परिचयात्मक व्याख्यान में चर्चा करेंगे

दुनिया भर में 2014 में आईटी का खर्च गार्टनर रिपोर्ट के आधार पर बहुत बड़ा लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर रहा है और धीरे धीरे लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद के साथ इसकी तुलना लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर है इसलिए आईटी खर्च भारत के सभी घरेलू उत्पादन से बहुत अधिक है और इसलिए सॉफ्टवेयर हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है हम बड़ी मात्रा में पैसा सॉफ्टवेयर में खर्च करते हैं हम कई स्थानों पर सॉफ्टवेयर का सामना करते हैं और विशेष रूप से भारत में हम एक सॉफ्टवेयर पावरहाउस के रूप में जाने जाते हैं बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर विकसित होते हैं बड़ी संख्या में कंपनियां होती है और वे सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में परियोजनाएं शुरू करती हैं तो यह दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण विषय है और विशेष रूप से भारत के लिए जहां सॉफ्टवेयर विकास का बड़ा हिस्सा होता है लेकिन तब हर कोई कहता है कि एक सॉफ्टवेयर संकट है लेकिन यह संकट क्या है आइए पहले हम संकट को समझें संकट के क्या लक्षण हैं यदि हम उन संकट के लक्षणों को देखते हैं ग्राहक के लिए विकसित और वितरित किया गया सॉफ़्टवेयर अक्सर ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है इनमे ये परिवर्तन बहुत महंगा होते है डिबग और आगे विस्तृत रूप से बढ़ाने में मुश्किल होते हैं और ये ग्राहक को देरी से भी दिए जाते हैं यह हार्डवेयर के विपरीत है जहां आपको हार्डवेयर जल्दी विकसित करके दिया जाता है तो आइए देखें कि संकट के बाद यह क्या है इसके कारण क्या हैं और इसे कैसे दूर किया जाए यदि हम सभी परियोजनाओं की स्टैंडिश समूह रिपोर्ट को देखें तो हर तीसरा प्रोजेक्ट सफल है हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में लगभग सभी परियोजनाओं की सफलता लगभग 30 प्रतिशत है और लगभग 20 प्रतिशत एकमुश्त विफलता है उस परियोजना से कुछ भी नहीं निकलता है और लगभग आधी चुनौतीपूर्ण परियोजनाएं हैं जो लागत में वृद्धि खराब गुणवत्ता और आदि हैं आइए देखें कि इस तरह के निराशाजनक आंकड़े के पीछे क्या कारण है कि केवल एक तिहाई परियोजनाएं सफल होती हैं और 20 प्रतिशत असफलता इत्यादि

यदि हम अभी के परिदृश्य को देखें तो हम देख सकते हैं कि कंपनियां हार्डवेयर पर जितनी राशि खर्च करती हैं और जितनी राशि वे सॉफ्टवेयर पर खर्च करती हैं यह अनुपात में बहुत कम हो जाता है इसका मतलब यह है कि कंपनियां हार्डवेयर पर कम और सॉफ़्टवेयर पर खर्च कर रही हैं या दूसरे शब्दों में सॉफ़्टवेयर लागत हार्डवेयर लागत की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं कंपनियां अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा आईटी सॉफ्टवेयर पर में खर्च करती हैं एक उदाहरण स्वरुप सॉफ्टवेयर लागत डेस्कटॉप या लैपटॉप पर देखने की तुलना में बहुत अधिक है अगर आप इसे बाजार से खरीदते हैं हार्डवेयरऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 45000 में आता है तो मूल रूप से वास्तविक हार्डवेयर तुलना में बहुत कम का होगा लेकिन फिर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को लेते हैं और हम मानते है कि आप उस पर कुछ सॉफ्टवेयर विकास कार्य करना चाहते हैं और आप एक केस टूल खरीदते हैं यदि आप एक तर्कसंगत सूट नोड लॉक खरीदते हैं तो इसकी कीमत 300000 होगी तो बस इस पर गौर करें कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए हार्डवेयर 45000 का बहुत कम है क्योंकि 45000 में सॉफ़्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और भी शामिल है और उस पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल चलाना चाहते हैं जिसकी कीमत लगभग 300000 है जो कि एक नोड है जिसे एक फ्लोटिंग लाइसेंस लॉक किया जाता है तो बस इस विडंबना को देखिए कि आप इतनी कम कीमत में हार्डवेयर खरीदते हैं और जिस सॉफ्टवेयर पर आप इसे चलाते हैं उसका सिर्फ एक उदाहरण कई सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आपको खरीदना पड़ सकता है तो ऐसा लगता है सॉफ्टवेयर बहुत महंगा शामिल है और इसके तुलना में हार्डवेयर की लागत लगभग नगण्य हो जाएगी जल्द ही ऐसी परिस्थिति आनेवाली है की आप सॉफ़्टवेयर खरीदते हैं और हार्डवेयर इसके साथ फ्री आता है या कि आप सॉफ़्टवेयर खरीदते हैं और यह हार्डवेयर पर पहले से लोड हो आता है हार्डवेयर मूल रूप से मुक्त है लेकिन फिर यह समस्या क्या है जो यह पैदा कर रही है लेकिन इससे पहले कि यह देखें कि यदि हार्डवेयर इतनी अच्छी चीज है जिसकी लागत बहुत कम होती है और हमने कहा कि हार्डवेयर की लागत सॉफ्टवेयर तुलना में लगभग नगण्य है फिर केवल हार्डवेयर सिस्टम पूरी तरह से हार्डवेयर सिस्टम क्यों नहीं है क्योंकि कुछ भी जो सॉफ्टवेयर पर चल सकता है कुछ भी जो हम सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं हम हार्डवेयर के साथ भी कर सकते हैं हम जो भी सॉफ्टवेयर में कर रहे थे उसे करने के लिए हम हार्डवेयर डिजाइन कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम एक कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास एक छोटा हार्डवेयर घटक जो पूरी तरह से हार्डवेयर हो भी हो सकता है जो वर्ड प्रोसेसिंग भी कर सकता है आइए हम इस बहुत ही बेसिक प्रश्न का उत्तर दें कि क्यों न एक पूरी तरह से हार्डवेयर प्रणाली हो सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाएं यह समस्याग्रस्त है बहुत सारे बग्स हैं बहुत देर से मिलता है लेकिन सॉफ्टवेयर के कुछ गुण हैं और इसी के कारण हर कोई सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है अन्यथा पूरी तरह से हार्डवेयर सिस्टम होगा आइए हम सॉफ्टवेयर के गुणों को देखें जिसकी वजह से पूरी तरह से हार्डवेयर सिस्टम होने के बजाय सॉफ्टवेयर ग्राहकों द्वारा पसंद किया जाता है पहला अच्छा परिवर्तन करना अपेक्षाकृत आसान है आप अतिरिक्त कार्यक्षमता जोड़ना चाहते हैं किसी कार्यक्षमता को संशोधित करना चाहते हैं तो अगला संस्करण जल्दी से आ जाता है आप अपना अनुरोध दे सकते हैं ताकि और एक पैच आपको भेज सकें इसलिए सॉफ़्टवेयर को बदलना बहुत आसान है बस एक कोड परिवर्तन करें पुन व्यवस्थित करें और यह हो जाता है दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई जगह नहीं लगती है इसका कोई वजन नहीं होता है या आंतरिक रूप से इसमें सॉफ्टवेयर से जुड़ी कोई शक्ति नहीं है ज़रा सोचिए कि यदि आप एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या क्षमा करें कि आप कुछ वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे थे और फिर आपने वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हार्डवेयर विकसित किया फिर आप एक एक्सेल चाहते थे और आपको इसके लिए एक और हार्डवेयर प्राप्त करना था और आप एक इमेज में एडिटिंग करना चाहते है क्षमा करे आप इमेज एडिटिंग करने की सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता चाहते हैं और आपके पास हार्डवेयर का एक और टुकड़ा था और धीरे धीरे आपका हार्डवेयर न केवल पूरे कमरे के स्थान पर कब्जा कर लेगा बल्कि इन सभी का वजन और कल्पना शक्ति की खपत भी होगी और यह हार्डवेयर के लिए एक बड़ा नुकसान है लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत जटिल कार्यक्षमता के लिए भी जहां हार्डवेयर बहुत बड़ा होगा यह हार्डवेयर की तरह कोई जगह वजन या आंतरिक शक्ति नहीं रखता है इसे चलने के लिए और यही कारण है कि सॉफ्टवेयर हमारे जीवन में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है सॉफ्टवेयर द्वारा हार्डवेयर पर अधिक से अधिक कार्यक्षमताएं लागू हो रही हैं तो एक बुनियादी हार्डवेयर है जिस पर हमारी सभी नई कार्यक्षमताएं जो आवश्यक हैं सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित की जाती हैं अब आइए हम सॉफ्टवेयर की कुछ विशेषताओं को देखें जो हमारे बाद की चर्चाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कई विशेषताएं हैं लेकिन हमने केवल दो विशेषताओं को ही चुना है एक यह है कि सॉफ्टवेयर जितना अधिक जटिल है जितना अधिक कठिन हैं उसे बदलना उतना ही कठिन है ऐसा क्यों है यह कारण बताना ज्यादा दूर नहीं है सॉफ्टवेयर को बदलने में सक्षम होने के लिए हमें पहले सॉफ्टवेयर को समझना चाहिए हमें पहले यह समझना चाहिए कि बदलाव कहां करना है किन वेरिएबल्स को बदलना है उसके लिए क्या कोड लिखना है आदि एक सॉफ़्टवेयर जितना अधिक जटिल है सॉफ़्टवेयर को समझने और यह पता लगाने के लिए उतना ही अधिक समय का प्रयास आवश्यक है कि वास्तव में कहां और क्या परिवर्तन होने की आवश्यकता है दूसरी बात यह है कि जितनी बार हम एक सॉफ्टवेयर में बदलाव करते हैं उतना ही अधिक यह जटिलता बन जाता है हर बार जब हम किसी सॉफ़्टवेयर को बदलते हैं तो बदलाव की आवश्यकता विभिन्न कारणों से हो सकती है हो सकता है कि बग को ठीक करना हो हो सकता है कि कार्यक्षमता को बढ़ाना हो हो सकता है कि यह एक बेहतर प्रदर्शन के लिए हो इत्यादि ऐसे 100 कारण हो सकते है कि किसी विशिष्ट सॉफ़्टवेयर को बदलने की आवश्यकता क्यों है और प्रत्येक परिवर्तन के लिए सॉफ़्टवेयर अधिक जटिल हो जाता है ऐसा क्यों है इसका कारण यह है कि छोटे परिवर्तन होते हैं उदाहरण के लिए बग फिक्स का उदाहरण लेते है छोटे कार्यात्मकता आदि जोड़ने के लिए हम सॉफ्टवेयर में सिर्फ तदर्थ परिवर्तन करते हैं प्रारंभिक सॉफ़्टवेयर को एक अच्छे डिज़ाइन वगैरह के साथ विकसित किया जाता है लेकिन प्रत्येक छोटा परिवर्तन बिगड़ता है या डिज़ाइन को और खराब कर देता है इन्हें छोटे फिक्स के रूप में विकसित किया जाता है और इसलिए ये सॉफ़्टवेयर को और अधिक जटिल बनाते हैं समझने में अधिक कठिन और बदलने के लिए इसी तरह और अधिक कठिन अब हम इस मूल प्रश्न पर गौर करते हैं कि हम इस व्याख्यान में जिस बात को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं वह यह है कि सॉफ्टवेयर संकट के पीछे क्या कारण है हमने सॉफ्टवेयर संकट को लक्षणों के रूप में कहा जो कि खराब गुणवत्ता वाले सॉफ़्टवेयर विलंबित परियोजनाओं परियोजना की विफलता और पर दिखाई देते हैं कई कारण हैं जो सॉफ़्टवेयर संकट में योगदान करते हैं पहली बड़ी समस्या है अब सॉफ़्टवेयर में बड़ी संख्या में फ़ंक्शंस हैं 100 या 1000 से अधिक कार्यात्मकताएं या 10 से 1000 से अधिक कार्यात्मकताएं प्रकार की कार्यक्षमताएं सरल सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए भी आवश्यक है खराब परियोजना प्रबंधन परियोजना प्रबंधन चिंता का एक क्षेत्र है क्योंकि कई परियोजनाएं एक उचित परियोजना प्रबंधक के बिना और उचित परियोजना प्रबंधन कौशल के बिना विकसित होती हैं और यह सॉफ्टवेयर संकट के प्रमुख कारणों में से एक होता है क्यों परियोजनाएं इतने देर से वितरित नहीं हो पाती हैं इत्यादि तीसरा बिंदु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है डेवलपर्स कुछ डोमेन ज्ञान के साथ सॉफ्टवेयर विकसित करना शुरू करते हैं लेकिन फिर वे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुद्दों की डिजाइन आवश्यकताओं विनिर्देश परीक्षण परिवर्तन प्रबंधन आदि कि अनदेखी करते हैं आधे प्रोजेक्ट में स्किल की कमी को बढ़ाने के लिए मैनपावर टर्नओवर आधे प्रोजेक्ट में कई प्रमुख व्यक्ति प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं यह काफी सामान्य है और इससे प्रोजेक्ट में देरी होती है और उत्पादकता में कम सुधार भी अन्य कारण है बड़े पैमाने वाले सॉफ्टवेयर में भी मैन्युअल कार्य रह जाता है सब कुछ ऑटोमेशन ऑटोमेटेड टूल्स इत्यादि होने पर भी अभी भी बहुत सारे कोड को मैन्युअल रूप से लिखने की आवश्यकता है बहुत सारे परीक्षण मैन्युअल रूप से और इसी तरह किए जाने चाहिए लेकिन तो आइए एक और बहुत ही बुनियादी प्रश्न को समझते हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रबंधन अन्य इंजीनियरिंग परियोजनाओं के प्रबंधन से अलग है मुझे केवल यह दोहराने दें कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रबंधन और अन्य प्रोजेक्ट्स गैर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के प्रबंधन में मुख्य अंतर क्या है पहली समस्या यह है कि सॉफ्टवेयर अमूर्त है आप सॉफ्टवेयर को तब तक नहीं देखते हैं जब तक आप यह नहीं देखते हैं कि यह पूरा हो चुका है और चल रहा है तभी आप देखते हैं कि स्क्रीन प्रदर्शित हो रहे हैं यह कुछ करता है लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता यह सिर्फ दस्तावेजों का एक सेट या कोड के कुछ टुकड़े हैं आप केवल दस्तावेजों या कोड को देखकर कितना शेष है यह नहीं समझ सकते हो सकता है कि भारी मात्रा में कोड लिखा गया हो लेकिन तब भी सॉफ्टवेयर पूरा होना बहुत दूर होता है क्योंकि कई बग्स को ठीक करने की आवश्यकता होती है और इसे परीक्षण करने की आवश्यकता होती है मुश्किल यह है कि जो हम देख नहीं पा रहे हैं वह प्रबंधित करना भी मुश्किल है उदाहरण के लिए एक बड़े भवन का निर्माण यहाँ परियोजना प्रबंधक अनुमान लगा सकता है कि भवन के निर्माण में कितना समय लग सकता है शायद ६ महीने विशाल भवन 6 महीने में और तब वह देख सकता है कि भवन ऊपर आ रहा है बाहरी भाग पूरा हो गया है आंतरिक ज़रूरतों को पूरा करना है और इसी तरह किसी भी समय वह सटीक रूप से बता सकता है कि कितना काम शेष है लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है दूसरी समस्या परिवर्तन प्रभाव है एक इमारत में आप छोटे परिवर्तन करते हैं आइये हम इसे निर्माण परियोजना कहते हैं आप जानते हैं कि वास्तव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आप अनुमान लगा सकते हैं और छोटे बदलाव कर सकते हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है लेकिन दूसरी तरफ और सॉफ्टवेयर बेहद जटिल है आप कुछ बदलते हैं आप कुछ बदलने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि कई अन्य चीजें गलत तरीके से काम कर रही हैं या काम नहीं कर रही हैं इसलिए परिवर्तन का प्रभाव अन्य परियोजनाओं के मामले में पहचानना बहुत आसान है लेकिन एक सॉफ्टवेयर परियोजना में यह इतना जटिल है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि परिवर्तनों का प्रभाव क्या होगा लेकिन दुर्भाग्य से सॉफ्टवेयर को तेजी से बदलने की आवश्यकता है और जो हमने कहा कि यह सॉफ्टवेयर के उन फायदों में से एक है कि आप इसे जल्दी से बदल सकते हैं और इसलिए हार्डवेयर की तुलना में सॉफ़्टवेयर में परिवर्तन का अनुरोध लाखों गुना अधिक होते हैं जब आप एक हार्डवेयर विकसित कर रहे होते हैं आप परिवर्तन अनुरोध देने से पहले दो बार सोचते हैं क्योंकि हार्डवेयर में शामिल करने के लिए यह बहुत कठिन होगा इसे पूरी तरह से फिर से तैयार करना होगा जबकि हर कोई जानता है कि सॉफ्टवेयर को बदला जा सकता है और इसलिए बहुत सारे परिवर्तन अनुरोध आते हैं तीसरी समस्या यह है कि सॉफ्टवेयर परियोजनाएँ बौद्धिक कार्य हैं एक भवन निर्माण की तुलना में जहाँ ईंटों को रखना पड़ता है छत का निर्माण करना पड़ता है चारदीवारी का निर्माण करना पड़ता है रंग रोगन करना पड़ता है ये सभी बड़े पैमाने पर मैनुअल काम हैं और मैन्युअल काम का अनुमान लगाना आसान है आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक चित्रकार प्रति दिन कितना पेंट कर सकता है या एक मजदूर प्रति दिन ईंटों को रख सकता है इत्यादि जबकि सॉफ्टवेयर एक बौद्धिक कार्य है यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है उसकी जटिलता क्या है और वह कितना पूरा कर पाएगा तो ये अन्य परियोजनाओं और सॉफ्टवेयर परियोजनाओं के बीच तीन मुख्य अंतर हैं पहली बात यह है कि आपको कुछ प्रबंधित करना होगा जो अदृश्य है और जो कुछ भी अदृश्य है उसे प्रबंधित करना मुश्किल है दूसरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में बदलाव बहुत बार होते हैं लेकिन तब परिवर्तन प्रभाव का अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल होता है परिवर्तन प्रभाव आमतौर पर बहुत बड़ा होता है और अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है तीसरी बात यह है कि हमें सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन में हमें बौद्धिक कार्यों का प्रबंधन करना होगा यह मैनुअल काम के प्रबंधन की तुलना में बहुत बड़ी समस्या है मैनुअल काम में हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं एक दिन में कितना नीचे आ सकता है समस्या की जटिलता क्या है और इसी तरह बौद्धिक कार्यों में हम न तो अनुमान लगा सकते हैं कि कार्य की जटिलता क्या है और न ही इसके लिए कितना प्रयास करना होगा और हमें इस सवाल पर आते है कि सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन कठिन है जैसा कि हमने पिछली चर्चा से अनुमान लगाया है यह अन्य प्रकार की परियोजनाओं के प्रबंधन की तुलना में बहुत कठिन है सॉफ़्टवेयर अदृश्य है और ऐसी किसी चीज़ का प्रबंधन करना कठिन है जिसे आप देख नहीं सकते हैं यह बौद्धिक और जटिल कार्य का प्रबंधन है ग्राहकों की आवश्यकताओं को बदलना अपवाद के बजाय नियम है और जनशक्ति का कारोबार भी है आप किसी प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आपके कुछ महत्वपूर्ण डेवलपर्स वे प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं और उन्होंने जो विकसित किया है उनके पास वह डोमेन ज्ञान है और एक बार उनके छोड़ने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो उनके काम को समझेगा और उस बिंदु से विकसित करना शुरू कर देगा ये एक बड़ी समस्या है जो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को झेलनी पड़ती है लेकिन फिर यहां कई अन्य छोटी समस्याएं हैं जिन्हें हमने सूचीबद्ध नहीं किया है लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ने से पहले चर्चा करना पसंद करते हैं हम चर्चा करना पसंद करते हैं कि परियोजनाएं क्या हैं यह कार्यों और अन्वेषण से कैसे अलग है टास्क दिनचर्या के काम हैं उदाहरण के लिएआइए हम एक मूवी टिकट खरीदें या एक वीडियो व्याख्यान देखें ये टास्क है या कार्य हैं ये बहुत ही कम अनिश्चितता के साथ अच्छी तरह से परिभाषित और समझी गई गतिविधि की पुनरावृत्ति हैं हाँ एक व्याख्यान को देखने के लिए आपको वहां बैठना होगा और देखते हुए यह पता है कि आपको आधे घंटे बैठना है जबकि दूसरे ओर आपको अन्वेषण है जहां परिणाम बहुत अनिश्चित है पर किया जा सकता है उदाहरण के लिए कैंसर का इलाज खोजना या ग्लोबल वार्मिंग का हल खोजना तो ये अन्वेषण हैं और परिणाम अनिश्चितत है आप कभी नहीं जानते कि आपके काम में सफलता होगी या नहीं परियोजनाये बीच में हैं परियोजनाओं में चुनौती है और साथ ही कुछ नियमित कार्य शामिल हैं और यही कारण है कि यहां परियोजना प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यों या अन्वेषण के लिए आपको परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है ये विशुद्ध रूप से नया काम हैं जबकि परियोजनाएं वह हैं जहां आपको परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो यहां महत्वपूर्ण बात है इस परिचयात्मक चर्चा के साथ हम यहां रुकेंगे और अगले व्याख्यान में इस बिंदु से जारी रखेंगे धन्यवाद